नमस्कार और सुरक्षा तंत्र अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के इस प्रदर्शन में स्वागत है इस विशेष पाठ्यक्रम में हम लोड टाइम रिलोकैटेबल तकनीकों को देखेंगे जो अनिवार्य रूप से उन तरीकों में से एक है जिसे हम वास्तव में एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन द्वारा कर सकते हैं तो इस पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में हम जिस कोड का उपयोग करते हैं वे वर्चुअल बॉक्स VM के हिस्से के रूप में उपलब्ध हैं कोड nptel codesmodule5relocgot में उपलब्ध होंगे तो इस निर्देशिका में हमारे पास दो स्रोत फाइलें होंगी एक को driverc के रूप में जाना जाता है और दूसरे को mylibc के रूप में जाना जाता है तो पहले हमें mylibc पर नजर डालते हैं जो अनिवार्य रूप से एक लाइब्रेरी बनाता है तो यह एक बहुत ही सरल लाइब्रेरी है जिसमें एक वैश्विक चर mylib int शामिल है इसके दो फंक्शन हैं set mylib int और get mylib int set mylib int है जो अन्साइनड लॉन्ग कथन X लेता है और बस इस वैश्विक चर के मूल्यों को ले लेता है और get mylib int इस वैश्विक चर mylib int को वापस करता है अपनी लाइब्रेरी बनाने के लिए हम जो करते हैं वह कई विकल्पों के साथ एक मेकफाइल है अभी जो हम देख रहे हैं वह यही है एक ऐसी लाइब्रेरी बनाएं जो स्थानान्तरण योग्य हो तो लाइब्रेरी बनाने के लिए हम make clean और फिर lib reloc बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हम अन्य स्रोत कोड mylibc को संकलित करते हैं एक ऑब्जेक्ट फाइल mylibo बनाते हैं और फिर अपनी लाइब्रेरी बनाते हैं लाइब्रेरी को libmylibso कहा जाता है और इसमें यह ऑब्जेक्ट फ़ाइल mylibo शामिल है हम भी पूरे libmylibso को अलग थलग करके objdump करते हैं तो पूरा mylibso अलग थलग इस फ़ाइल libmylibsodiss में मौजूद है अब इस लाइब्रेरी का उपयोग करने के लिए हमने एक मुख्य चलाने वाला प्रोग्राम लिखा है जो Driverc में मौजूद है और हम यहाँ पर जो देखते हैं उसे हम दो फंक्शन set mylib int और getmylib int को बाहरी के रूप में परिभाषित करते हैं हमने इस फ़ंक्शन को set mylib int के रूप में लागू किया है जो आंतरिक रूप से लाइब्रेरी को आमंत्रित करेगा mylib int के मान को 100 पर निश्चित करेगा क्योंकि हम 100 मानों को भेज रहे हैं और दूसरी पंक्ति में हमारे पास यह get mylib int है जो सिर्फ mylib int का मान छापेगा जो 100 होना चाहिए वीडियो के बाद के भाग में हम इस वैश्विक डेटा के उपयोग को देखेंगे जो 5555 के मान पर सेट है और हम यहाँ 5555 के मान को छापते हैं तो हम इस चालक को संकलित करते हैं make driver तो आप यहां जो देखते हैं वह यह है कि संकलन करते समय हम L mylib निर्दिष्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने द्वारा बनाए गए लाइब्रेरी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं यह L इस लाइब्रेरी के लिए खोज पथ है चूंकि हम यहां पर बिंदु डालते हैं इसका मतलब होगा कि आप इस विशेष डायरेक्टरी में लाइब्रेरी की खोज करना चाहते हैं तो यदि आप इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो प्रोग्राम को dreloc कहा जाता है तो हमें अपेक्षित परिणाम मिलेगा हमें इस तरह की एक त्रुटि मिलेगी और यह त्रुटि होती है क्योंकि हमने लाइब्रेरी के लिए LD के लिए पथ निर्धारित नहीं किया है तो हम निम्नानुसार कर सकते हैं export LD path और फिर निष्पादन योग्य चलाएं और हम उम्मीद के अनुसार देखते हैं कि mylib int के लिए निर्धारित मूल्य 100 है और glob में मूल्य 5555 है यह उम्मीद के मुताबिक है जो driverc में मौजूद है ठीक है इसलिए अब हम जांच करेंगे कि यह कोड स्थानांतरित करने योग्य क्यों है इसलिए ऐसा करने के लिए हम उस लाइब्रेरी के अलग थलग को देखेंगे जो हमने बनाई है libmylibsodiss set mylib int फ़ंक्शन के लिए खोजें तो हम यहाँ पर जो देखते हैं वह set mylib int के लिए C फ़ंक्शन है और एकत्रित समकक्ष यहाँ है तो पहले दो निर्देश EBP को डालते हैं और ESP को EBP में स्थानांतरित करते हैं स्टैक फ्रेम बनाने के लिए सामान्य बात है और फिर महत्वपूर्ण रूप से यह फ़ंक्शन है यह निर्देश स्टैक में एक ऑफसेट से एक स्थान EAX में लोड होता है तो वहाँ क्या है कि कथन X है जो फ्रेम पॉइंटर से 8 बाइट की ऑफसेट पर मौजूद है उसे EAX में डाला गया है इसलिए इस निर्देश के निष्पादन के बाद EAX रजिस्टर में 100 का मान होता है जो कि हमारे द्वारा हमारे निष्पादन के दौरान निर्दिष्ट कथन है अब अगला निर्देश एक भंडारित निर्देश है जहाँ यह EAX के मान को mylib int पर भंडारित करता है तो यह C में इस कथन के कारण है तो यह कथन जहाँ x का मान mylib int में संगृहीत है इस निर्देश में निष्पादित किया जाता है जहाँ EAX जिसमें X शामिल है mylib int में संग्रहीत है लेकिन एक बात जो आप यहाँ देखेंगे वह यह है कि mylib int के लिए जो पता यहाँ पर होना चाहिए था वह शून्य से भरा है तो हमारे पास 0000 0000 हैं और इसे mylib int के पते से भरना चाहिए इसी तरह अगले फ़ंक्शन में get mylib int है जो mylib int का मान लौटाता है यह इस कथन द्वारा किया जाता है जहां वैश्विक चर mylib int की सामग्री EAX रजिस्टर में संग्रहीत की जाती है अब हम यहाँ पर जो देखते हैं वह सिर्फ set mylib int की तरह है mylib int के लिए पता सभी के लिए 0 निश्चित है ध्यान दें कि यह वह है जिसे संकलक डालता है अब लोड टाइम रिलोकेबल तकनीक में क्या होता है जब हम अंततः इस प्रोग्राम को चढाते हैं तो लोडर mylib int के पते की पहचान करेगा जिसे ठीक करना होगा तो इसलिए यह पहचाना जाएगा कि निष्पादन में विशेष स्थान 547 पर mylib int का वास्तविक पता प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए इसी तरह यहाँ पर mylib int का वास्तविक मूल्य रखा जाना चाहिए तो चलिए इसे व्यवहार में देखते हैं तो ध्यान दें कि हमने जो objdump जिसे संकलक से प्राप्त किया है अब हम क्या करेंगे कि हम GDB से रनटाइम पर परिणाम देखेंगे तो हम GDB का उपयोग करते हुए dreloc को निष्पादित करते हैं और हम main पर एक ब्रेकपॉइंट लगाते हैं और प्रोग्राम चलाते हैं और mylib int में एक कदम करते हैं और इसे अलग थलग करते हैं और जो हम देखते हैं वह यह अलग थलग है और उपयोग किए गए निर्देश बिल्कुल वैसा ही है जैसा संकलक ने तथ्य के लिए उस शून्य को रखा है जो यहां मौजूद है उसे mylib int के वास्तविक पते से बदल दिया गया है तो यदि मैं निम्नानुसार mylib int का पता छापता हूं तो हम देखते हैं कि इसका मान 0xX7FT3014 है यहां क्या हो रहा है कि जब लाइब्रेरी प्रक्रिया में चढ़ाया है तो यह निर्धारित करेगा कि mylib int का पता तय होना चाहिए और इसलिए इसे इस फ़ंक्शन में ठीक किया जाएगा इसी तरह get mylib int भी बहुत समान तरीके से तय किया जाएगा अगली बात यह सोचने की है कि लोडर को कैसे पता चलता है कि ये स्थान कहाँ तय किए जाने हैं तो निष्पादन योग्य में मौजूद तालिका द्वारा इसकी पहचान की जा सकती है और हम कमांड readelf R mylibso का उपयोग कर सकते हैं तो आप जो यहां देख रहे हैं वह यह है कि mylib int के लिए दो प्रविष्टियां हैं तो यह इसे परिभाषित करता है कि 547 और 552 की ऑफसेट पर एक 32 बिट इन्टिजर तय करने की आवश्यकता है तो यदि आप इस विशेष ढेर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऑफसेट 547 पर अनिवार्य रूप से ये चार शून्य हैं और इसलिए लोडर इस स्थानांतरण तालिका पर ध्यान देगा और निर्धारित करेगा कि 4 बाइट्स को ठीक करना है और पता mylib int का है इसी तरह 552 की ऑफसेट पर जो इन 4 बाइट्स और getmylib int से मेल खाती है mylib int का पता तय करना होगा तो इस तरह लोडर चढाने के समय को निर्धारित करेगा कि मेमोरी में इन क्षेत्रों को सही पते के साथ तय किया जाना चाहिए यह एक स्थानान्तरण योग्य कोड प्राप्त करता है इस कोड का लाभ यह है कि इसे समझना बहुत सरल है हालाँकि यह लोड समय को बहुत जटिल बनाता है खासकर यदि आपके पास इस तरह के बड़ी संख्या में चर हैं तो चढाने का समय वास्तव में काफी लंबा होगा और इसके लिए लोडर को वास्तव में जाने और निष्पादन योग्य कोड को संशोधित करने की आवश्यकता होती है जो वास्तव में आवश्यक नहीं है तो अगले प्रदर्शन में हम वास्तव में PIC पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड का उपयोग करते हुए स्थानान्तरण योग्य कोड का एक और तरीका देखेंगे धन्यवाद